स्वागत है आपका इस सेशन में जो मेरे NPTEL और Appreciating Linguistics A Typological Approach का हिस्सा है इसी के साथ चलते हैं दूसरे टाइप या दूसरे प्रश्न की और जो कि हमारे जहन में था वह दूसरा प्रश्न था word order चेंज के बारे में याद रखिए SOV Subject Verb Object और वही कहानी जिसकी चर्चा मैंने आपके साथ पहले की थी मैं बस संक्षेप में इसके बारे में आपसे बात करूंगी हमारे पास वह क्या छह मुमकिन word orders हैं क्या आपको याद है SOV दूसरा SVO OSV OVS VOS और VSO यह है वह छह मुमकिन word orders जो हमारे पास हैं इनमें से वह कौन से हैं जो सबसे आम पाए जाते हैं SOV और SVO यह है वह सबसे आम पाए जाने वाले word order patterns और इनमें से सबसे अलग कौन सा है VSO पर इस कोर्स में वह हम ज्यादा नहीं देखेंगे SOV और SVO सबसे प्रमुख या सबसे बहुधा घटित word orders हैं अगर ऐसा है तो हमें क्या बात करनी चाहिए हमारी चर्चा word order के cross linguistics के अगल बगल केंद्रित होनी चाहिए तो अगर हम उस पर चर्चा करने वाले हैं तो हम पहले देखेंगे कि इन जोड़ों में किस प्रकार का सहसंबंध है याद रखिए कि एक तरह की OV languages या भाषाएं पालन करती हैं noun phrase adposition possessor possessum head noun और relative clause का तो यह यह और यह हैं तो अगर OV लैंग्वेज हो तो OV क्या होगा हिंदी भाषा में अगर मैं कहूं कि खाना खाया यहां खाना ऑब्जेक्ट है जो कि खाना एक वस्तु है और खाना verb है जिसका मतलब खाना एक क्रिया है हिंदी जैसी भाषा जिसमें की OV की जोड़ी का पालन होता है पहले आता है noun phrase और फिर adposition एक किताब के नीचे यह है noun phrase और यह है adposition यह है किताब के book और नीचे हो जाएगा under फिर दूसरा है possessor possesum लड़की की मां यहां possessor है लड़की यह है मां यह है possessor और यह है possesum फिर तीसरा है यहां head noun और relative clause उदाहरण के लिए अगर हम कहें बच्चा जो खेल रहा है मुझे एक बड़ा वाक्य लिखना है यह है तीसरा वह आदमी जो जा रहा है यह है correlative relative correlative construction पर याद रखिए यह head noun है वह आदमी है और यह relative clause head noun और अब यह relative clause मैंने आपको हिंदी की मिसाल दी है और मैं आपको सुझाव दूंगी कि आप दूसरी तरह की VO languages पर काम करें VO languages verb objective है इंग्लिश आप इसे क्यों नहीं प्रयोग में लाते और कुछ हो सकता है कि यह किसी असाइनमेंट का हिस्सा हो तो सभी तरह के OV object verb languages order मैं आप noun phrase adposition possessor possessum head noun relative clause पाएंगे सभी OV languages के मामले में आप OV की mirror image के रूप में adposition noun phrase possessum possessor relative clause head noun पाएंगे जब OV object verb एक mirror image मैं परिवर्तित हो जाए VO की तरह तो word order भी पूर्ण तरीके से बदल जाता है जरा इसे देखिए यह एक crosslinguistic recurrent pattern है जो विश्वभर की भाषाओं में दिखता है स्लाइड का समय 06 09 तो अब यहां से हम कहां का रुख करें तो हमने यहां समझा की दो प्रमुख तरह SOV और SVO यह हैं correlation pairs और अब हमें पता करना है कि ऐसी चीज है कैसे विकसित हुई और फिर दूसरा सवाल के क्यों यह चीजें विकसित हुई यह बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगित सवाल हैं इनके बारे में मैं बस संक्षेप में बात करूंगी क्योंकि मैं इस चर्चा को उलझाना नहीं चाहती मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगी के लिंग्विस्टिक्स ने अभी तक इस संदर्भ में क्या निष्कर्ष दिए हैं तो यहां सवाल यह है कि हमें word order पता होना चाहिए तो हम आगे क्या करें यहां से कहां जाएं जब हम इस प्रकार के word order pattern के बारे में कुछ नोटिस करते हैं तो हमें पता करने की आवश्यकता है कि क्या यह word order ऐसे विकसित हुआ है इसके ऐसे होने का क्या मुमकिन कारण हो सकता है कुछ ऐसा जिस तरह अगर आप कहें एक सर्द सड़क पर बर्फ तो इसलिए कि उसकी शुरुआत हुई थी पानी से और जब तापमान गिरा तो वह बर्फ बन गया जाहिर सी बात है कि पानी के बिना बर्फ नहीं आ सकती है पानी बर्फ में बदल गया तो जाहिर है कि बर्फ तक पहुंचने के लिए हमें वापस ट्रेस करना है कि वह कहां से आई वह पानी से आई है पानी वजह है कि हमारे पास बर्फ है इसी प्रकार क्या मुमकिन वजह हो सकती है कि हमारे पास ऐसे वर्ड ऑर्डर्स है तो हमें यहां से आगे क्या करना है यह दो सवाल हैं तो मैं यहां इन सवालों पर फोकस करती हूं प्रश्न एक word order कैसे विकसित हुआ है और प्रश्न दो क्यों क्या word order भी उनकी तरह विकसित हुआ तो यह दो प्रश्न है कि क्यों और कैसे चलिए इससे देखते हैं अगर आप ओल्ड इंग्लिश को देखें इस टेबल को देखें जो इन स्लाइड्स पर है Proto Germanic और Old English मैं सभी प्रकार के word order थे अगर आप उन word order changes बदलावों को देखें जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश से उभर कर आती हैं ओल्ड इंग्लिश में तो आप देखेंगे कि word order ज्यादातर फ्री था और आजकल की तरह रिजेड नहीं था SVO की रिजेडिटी मॉडर्न इंग्लिश का एक फीचर बन चुकी है पर Proto Germanic या Old English मैं ऐसा नहीं था तो ओल्ड इंग्लिश में सभी प्रकार की चीजें SOV SVO VSO OSV OVS सभी प्रकार के word order इंग्लिश में पाए जाते थे पर अगर आप इतिहास में ढूंढे तो पाएंगे मॉडर्न इंग्लिश जो आज अत्यंत रिजेड है वह कभी free order सिस्टम होने का ही नतीजा है आइए अब देखते हैं कीजिए कैसे काम करता है अगर आप प्राचीन OV order देखेंगे तो पाएंगे कि वह आज भी उत्पादक है और उससे इंग्लिश कंपाउंडिंग पैटर्न में रिप्लिकेट या दोहराया गया है तो OV letter opener babysitting shoe shining मॉडर्न इंग्लिश में आज भी OV का ट्रेस या निशान है हालांकि आप कहते हैं के "I opened the letter" क्या आपने पत्र खोला लेकिन असल में एक इंसान के रूप में आप एक "letter opener" हैं यह OV order अभी भी हमें शुरुआत करने का कुछ आईडिया आया विचार दे रहा है word order था OV Word processor lawn mower था shoe shining था mail carrier तो कुछ इस तरह यह और दूसरी Germanic family की भाषाएं भी इसी दिशा में आगे बढ़ी हैं तो आज की जर्मन में आम तौर पर verb इंग्लिश की तरह वाक्य में दूसरे स्थान पर आता है पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वह पहले की तरह समान हो यह एक सबूत है जो हमें मदद करता है परिणाम पाने में की SVO order ओरिजिनल फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ मैनकाइंड मैं होना जरूरी नहीं था वह SOV मैं विकसित हो सकती थी तो default order SOV हो सकता था और इसीलिए हमारे पास letter opener और bottle opener या आप कह सकते हैं mail carrier या आप कह सकते हैं shoe shining जैसे शब्द हैं तो इन phrases या वाक्यांश को देखते हुए जिनके अंत में verb ending है यह ड्यूस यह निष्कर्ष सोचा गया है या यह मान लिया गया है की ह्यूमन लैंग्वेज या proto languages का डिफॉल्ट फॉर्म था SOV और SVO एक नया राइटिंग स्टाइल है या एक नया फॉर्म है राइटिंग का तो यह एक हिस्टोरिकल एविडेंस था जो हम देख सकते हैं यह एक टेबल है इन स्लाइड्स पर दूसरे टेबल को देखिए तो SOV yes yes yes तो SOV हो सकता है SVO हो सकता है OSV हो सकता है OVS अब हम क्या चेक करने वाले हैं किस तरह के परिवर्तन अभी तक संतुष्टि हैं यह 6 मेजर कांस्टीट्यूएंट ऑर्डर्स या 6 मेजर वर्ड बॉर्डर्स इन प्रिंसिपल यह कैसे बदल रहे हैं तो वह 30 तार्किक रूप से मुमकिन परिवर्तन के रास्ते कौन से हैं अगर हम इन्हें बुलाएं अगर आप इन परम्यूटेशनज़ परिवर्तनों और कंबीनेशनज़ संययोगों की जांच करें तो यह ऐसा लगना चाहिए तो SOV के यह फॉर्म हो सकते हैं SVO के हो सकते हैं तो गिनती करने के बाद यह होने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जब आप कहते हैं O तो उसका अर्थ है इस तरह का फॉर्म तो अगर आप कोशिश करते हैं परम्यूटेशन कंबीनेशन word order का परिवर्तन तो संभावित यह होने चाहिए 30 पर आप गिनती करते हैं "yes" पॉइंट्स की हमारे पास 30 नहीं हैं हमारे पास असल में नौ अलग word orders हैं जैसे कि 9 अलग फॉर्म्स इन 30 तार्किक रूप से मुमकिन परिवर्तनों के रास्तों में लिंग्विस्ट्स ने सिर्फ 9 डॉक्यूमेंट किए हैं और वह है वह टेबल है SOV का नतीजा SVO OSV और OVS हो सकता है SVO का VSO और VOS VSO का SVO और VOS और VOS VSO का SVO और VOS और VOS VSO का SVO और VOS और VOS का SVO और VSO ऐसे होता है यह थोड़ा उलझा हुआ है पर इस टेबल को समझने की कोशिश करो हम मान लेते हैं कि तार्किक रूप से मध्यस्थ चरण या तार्किक 30 संभावनाएं उभरी है इन छह अलग word orders से पर 30 की जगह हमारे पास 9 मुमकिन word orders है और यह बदलाव धीरे धीरे हुए हैं किसी एक दिन नहीं न ही रातों रात नए word orders का उभरना एक क्रमिक प्रक्रिया बन चुका है तो कैसे यह क्रमिक प्रतिक्रिया यह हैं और घनीभूत फॉर्म्स Gelman और Ruln ने ऐसा फॉर्म नंगी किया है तो SOV का परिणामस्वरूप हो गया OSV SVO और OVS इस एरो मार्क को देखिए कि कैसे यह विकसित हुए हैं SOV बन गया VSO और VOS और VOS बन सकता है VSO तो यह है जैसे 1 2 3 4 5 6 फिर इसमें इंटरकनेक्टिविटी है तो दो चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान देना है मैं चाहूंगी कि आप अपना ध्यान तीसरे टेबल पर केंद्रित करें और दो बोल्ड लाइंस को देखें एक बोल्ड लाइन SVO से जाती है और दूसरी SOV से यह दो सबसे बहुधा बदलने वाली है यह दो बोल्ड लाइनज दर्शा रही हैं SOV और SVO सबसे बारंबार होने वाले बदलाव हैं दूसरी ध्यान देने की चीज क्या है प्रलेखित प्रतिक्रिया के हर कदम पर सिर्फ एक अकेला घटक अपनी जगह बदलता है जवाब SOV SVO बन जाता है तो OV बदल रहा है जवाब SVO बदलता है VSO में तो सिर्फ VS कॉम्पोनेंट बदलता है तो इस तरह इन सभी में सिर्फ एक घटक या कांस्टीट्यूएंट बदल रहा है जो लोग लिंग्विस्टिक्स यानी भाषा विज्ञान या सिंटेक्स यानी वाक्य विन्यास बैकग्राउंड या पुष्टभूमि से नहीं हैं उनके लिए यह थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए मेरा सुझाव यह है कि आप मेरे द्वारा की गई syntactic typology या the introduction of syntax पर चर्चा परामर्श कर ले तो शायद आपके लिए आसान हो जाएगा हर लेवल पर हम देखते हैं कि सिर्फ एक घटक बदल रहा है या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दर्पण छवि में बदलाव नहीं आते हैं हम मान लेते हैं कि SOV सब तुरंत VSO या VOS नहीं बनता SOV तुरंत वह नहीं बनता और सिर्फ एक कॉम्पोनेंट यह सिर्फ एक घटक यानी कि कांस्टीट्यूएंट बदल रहा है तो उसे पूर्ण तरह दर्पण छवि होना ही चाहिए तीसरी ध्यान देने की चीज है की सभी OV orders SOV OVS और OSV कनेक्टेड हैं बदलाव के उन रास्तों से या पाथवेज़ ऑफ चेंज से कुछ भी स्वावलंबी नहीं है सब में एक तरह का संबंध क्या कनेक्शन है इन एरोज़ को देखिए एक एरो को सूचित किया गया है दूसरे से तो इन तीनों SVO OVS और OSV मैं किसी तरह का संबंध है यह हमेशा कनेक्टेड होते हैं यानी बदलाव स्वावलंबी नहीं था बल्कि एक लीनियर विकास था चौथा बहुत rare orders जोकि हैं rare orders OSV और OVS यह दो ऊपर और नीचे वाला दिन की शुरुआत होती है O से तो यह बहुत rare orders OSV और OVS के पास हैसिर्फ एक अकेला मौका यहां विकसित होने का पर बाकियों के पास और मौके हैं तो अगर आप देखे तो OSV एक छोर पर है और OSV एक छोर पर है उनके पास सिर्फ एक मौका है विकसित होने का जबकि SOV SVO VSO और VSO के पास बहुत से मौके हैं इसलिए उनकी ज्यादा और OSV और OVS की आवृत्ति सबसे निमनतम है मेरा सुझाव है कि आप टेबल को और ध्यान से देखिए तभी आपके लिए आसान होगा समझना की बदलाव कैसे हो रहे हैं ऐसा बहुत सा डाटा है जो आप किताब में देख सकते हैं पर अभी के लिए हम स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे चलिए हम स्पष्ट बोलने की कोशिश करते हैं जहां तक की word order pattern का सवाल है याद रखिए कि हम बात कर रहे हैं initial stage intermediate stage और final stage की और क्या कंडीशनज हैं वह हमेशा लैंग्वेज कांटेक्ट या संपर्क में रहे हैं चौथे पॉइंट का यहां जिक्र नहीं है अगर आप पीछे जाएं और सम्मान स्लाइड्स के लिए आर्टिकल्स चेक करें तो आपके पास 4 पॉइंट्स होंगे initial final medial condition पर word order के प्रकरण में हमने कंडीशन को शामिल नहीं किया है क्योंकि यह समझ लिया गया है कि लैंग्वेज कांटेक्ट ही इन बदलावों का कारण रहा होगा चलिए देखते हैं कि हम इस प्रकार की सामान्यीकरण ड्रॉ या कर्षण कर सकते हैं जहां तक word order मैं डिवेलपमेंट पैटर्न की बात है तो इनिशियल स्टेज जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण 2 पॉइंट A initial stage प्रमुख कांस्टीट्यूएंट्स में सबसे सामान्य word order परिवर्तन की शुरुआत होती है SOV से तो SOV initial stage है और "object initial orders" "initial stage" नहीं है इनिशियल स्टेज तब है जब आप बात करते हैं यहां दो चीजें हैं अब देखते हैं कि सामान्यीकरण नंबर दो को कैसे अकाउंट या खाता करें तो अब समय है पता लगाने का कि क्या हम जा सकते हैं हम अनुगमन कर सकते हैं सामान्य पथ का एक समान तरह की अप्रोच का word order के लिए हमने अभी एहसास किया है कि हिस्टॉरिकल एविडेंस मौजूद है या कहीं की ऐमपीरिकल यह प्रयोग सिद्ध सबूत उपलब्ध है जो हमें यह दावा करने में मदद करता है कि SOV को डिफॉल्ट ऑर्डर होना चाहिए या इनिशियल स्टेज होना चाहिए और बाकी के word orders उसमें से प्राप्त किए गए हैं इसमें से SVO और SOV सबसे बहुधा घटित होने वाले हैं और OVS और OSV सबसे कम बहुधा घटित होने वाले अब इससे एक सामान्यीकरण प्रारूप में निम्नलिखित 4 अंकों में डालने का प्रयास करते हैं initial stage final stage intermediate stage और conditions इस तरह हमने काम कियाआर्टिकल्स पर तो सामान्यीकरण दो यह है कि जब इनिशियल स्टेज हो तो सबसे कॉमन वर्ड ऑर्डर परिवर्तन किसी मेजर सेंटेंस कांस्टीट्यूएंट्स में SOV से शुरू होता है SOV सबसे ज्यादा परिवर्तित होता है वह सबसे सामान्य word order है जो बदलता है मेजर सेंटेंस कांस्टीट्यूएंट्स में ऑब्जेक्ट इनिशियल ऑर्डर्स जैसे कि OVS और OSV initial stages नहीं है वह हमेशा ही final stage रहे हैं और अभी भी इनिशियल नहीं बन सकते हैं Intermediate stages इनका क्या है SVO एक जरूरी intermediate stage है V initial orders के लिए तो SOV से intermediate stage है V initial orders के लिए तो SOV से intermediate stage है SVO और final stage हो सकती है VOS और निश्चित रूप से SOV बारंबार intermediate है वापस जाकर word orders के एरो चिन्हित कनेक्शनस को देखिए फाइनल स्टेज क्या है फाइनल स्टेज OVS और OSV उनका परिणाम किसी और चीज में नहीं होता वह एक समापन बिंदु की तरह है हो सकता है कि OVS और OSV final changes या final stages हों SOV से परिवर्तन में तो SOV है initial OSV है final और बाकी की चीजें हुई हैं intermediate level में क्या मुमकिन वजह हो सकती है क्यों ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं Conditions हैं की SOV final stage हो सकती है SOV में यह हैं change से अगर SOV उधार है किसी और भाषा से या अगर वह परिणाम है grammaticalisation का ऐसे conditions कि क्या मुमकिन वजह हो सकती है Articles से भिन्न जोकि ज्यादा लैंग्वेज कांटेक्ट के बारे में है विशिष्ट वजहें हैं इसके लिए यह तो यह उदाहरण है उधार लेने का या यह एक grammaticalization का उदाहरण भी हो सकता है Grammaticalization का अर्थ है कि परिवर्तन हुए हैं grammatical unit level या यह शब्द उधार लिए गए हैं एक भाषा से दूसरी भाषा में चाहे उनके पास ज्योग्राफिकल कांटेक्ट हो या नहीं हम उन पर पूर्णता फोकस नहीं कर रहे तो यह दो कारण हैं के क्यों word orders बदल रहे हैं इसी के साथ में डिवेलपमेंट और डाइअक्रॉन्इक बदलावों की इस चर्चा को समाप्त करती हूं इस चर्चा में कहने को और भी है और हम उसके बारे में बात करेंगे अगले सेशंस में मेरा आपको सुझाव है कि कृपया आप दोनों सेट ऑफ जनरलाइजेशंस को चेक करें क्योंकि यह थोड़ा पेचीदा लगता है पर मैंने पूर्ण प्रयास किया है इसे जितना हो सके सरल बनाने का मैं आशा करती हूं क्या आप इसे समझ पाएंगे अगर आप एक बार किताब पड़ेंगे और इन दावों से संबंधित डाटा ढूंढ पाएंगे तो एक सेट ऑफ जनरलाइजेशंस में शामिल है विकसित होते आर्टिकल्स और दूसरे सेट ऑफ जनरलाइजेशंस में शामिल है word order pattern हम इस विषय पर अगले सेशंस में और बात करेंगे जहां तक की टाइपोलॉजी और लैंग्वेज चेंज की बात है धन्यवाद